तो अब मैं प्रदर्शित करता हूं कि किसी दिए गए प्रिज्म के कोण को कैसे मापना है यह प्रयोग 1 है किसी दिए गए प्रिज्म के कोण का मापन इसके लिए वर्किंग फ़ॉर्मूला क्या है देखें यह प्रिज़्म है कॉलीमटोर से समानांतर किरणें आ रही हैं और प्रिज्म पर गिर रही हैं प्रिज्म को हमने प्रिज्म टेबल पर इस तरह से रखा है यह अपैक्स ठीक है यह कॉलीमटोर की ओर है और प्रिज़्म का बेस कॉलीमटोर के बिलकुल विपरीत या टेलीस्कोप की तरफ रखा है अब प्रकाश या समानांतर प्रकाश प्रिज्म पर पड़ रहा है आप देख सकते हैं कि ये दो हैं यह आधार है जिसका अर्थ है ये और ये दो फेसेस हैं रेफ्रेक्टिंग फेस पारदर्शी सतह या यह परावर्तन भी कर सकता है यहाँ आप देख सकते हैं कि आधा प्रकाश इस सतह पर पड़ेगा और आधा प्रकाश दूसरी सतह पर पड़ेगा प्रकाश परावर्तित होगा यह किरण इस दिशा में परावर्तित होती है और यह किरण इस दिशा में परावर्तित होगी इन से पहले यह कॉलीमटोर से है यदि प्रिज्म वहां नहीं है ये प्रकाश की दिशा है अब कॉलीमटोर किरणों की दिशा क्योंकि ये प्रिज्म से परावर्तित होती है वह इस दिशा में इस सतह से भी परावर्तित होती है तो अब बस आप सोचे कि यह एक रेफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर मैं इस प्रिज्म को हटा लेता हूं और अगर और मैं सोचता हूँ कि मिरर जो मैंने रखा है वह मिरर की जगह के समानांतर है सतह आपतित किरणों के समानांतर है ठीक है आपतित किरणें क्या वे इस दिशा में गुजरेंगी अब अगर मैं इस को घुमाकर सिर्फ एक कोण बनाता हूं यदि मैं आपतित किरणों को स्थिर रख रहा हूं यदि मैं मिरर को 𝜭 कोण से घुमाता हूं तो परावर्तित किरण 2𝜭 से मूव करेगी 2𝜭 से घूमेगी वह मानक तथ्य है जिसे हम जानते हैं यदि मिरर को 𝜭 कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2𝜭 कोण से घूम जाएगी यहाँ वास्तव में हम इस सतह को देखते हैं मैं सोचता हूँ कि यह इन दिशाओं से है यह A2 कोण से घूम गयी है यदि प्रिज़्म का कोण 'A' है तो यह आधा कोण A2है तो अब यह डेफ्लेक्टिंग फेस इस जगह से है मैं सोचता हूँ यदि इसे A2से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण यह किरण 2𝜭 अर्थात A2×2 मतलब 'A' है इसी तरह दूसरी साइड भी यह फेस है यहाँ से हम कहते हैं कि हम सोच सकते हैं कि इसे A2से घुमाया जाता है परावर्तित किरण यह किरण A2×2 से घूमेगी अतः यह 'A' है यह कोण इन दो परावर्तित किरणों के बीच दो पृष्ठों से यह कोण 2A है ठीक है अगर मैं टेलीस्कोप को यहां रखकर मापता हूं अगर मैं कोण को मापता हूं टेलीस्कोप में क्या रीडिंग जब यह इस स्थिति में है और फिर टेलीस्कोप को इस दिशा में ले जाएं और अब टेलीस्कोप में क्या रीडिंग है अगर हम इन दो रीडिंग का अंतर लेते हैं तो मुझे यह कोण मिलेगा और यह 2A है तब प्रिज्म का कोण इसका आधा होगा प्रायोगिक तौर पर हमें क्या करना है हमें प्रिज्म टेबल पर प्रिज्म को इस तरह रखना होता है ठीक है कॉलीमटोर की ओर प्रभाव रखते हुए और इसके विपरीत एक बेस होता है और फिर हमें परावर्तित किरण को इस साइड में देखना होता है टेलीस्कोप रखें रीडिंग लें और टेलीस्कोप को दूसरी साइड ले जाएँ परावर्तित किरणों का पता लगाएँ और जब यह इस स्थिति में हो तब टेलीस्कोप की रीडिंग लें और फिर हम प्रिज्म के कोण का पता लगा सकते हैं यह प्रयोग है मापन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूँ यह स्पेक्ट्रोमीटर है जो मैंने आपको दिखाया है मूल रूप से यह आधार है और यह आधार तीन लेवलिंग स्क्रू पर है और यह टेलीस्कोप इस बेस के साथ फिक्स्ड है टेलीस्कोप फिक्स्ड किया गया है इस बेस को हम घुमा मूव नहीं कर सकते हैं टेलीस्कोप इस बेस के साथ फिक्स्ड है टेलीस्कोप फिक्स्ड हो गया है तो टेलीस्कोप नहीं घूमेगी इसका मतलब है कि टेलीस्कोप में वहां क्या है क्षमा कीजिये टेलीस्कोप नहीं कॉलीमटोर कॉलीमटोर फिक्स्ड हो गया है यह बेस के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है यह कॉलीमटोर इस कॉलीमटोर में वहां क्या है हमारे पास यहां स्लिट है सोर्स स्लिट है और सोर्स स्लिट से प्रकाश लेंस पर गिर रहा है और समानांतर किरणें आ रही हैं यह कॉलीमटोर फिक्स्ड है अर्थात आपतित ये आपतित किरणें कॉलीमटोर से आ रही हैं और प्रिज्म पर गिर रही हैं ये किरणें आने वाली किरणें फिक्स्ड हैं हम इन्हे घुमा नहीं सकते यही कारण है कि स्लिट स्रोत किरणें उस कॉलीमटोर के साथ सलंग्न होती हैं जो कि फिक्स्ड है वर्नियर स्केल प्रिज्म टेबल के साथ जुड़ा होता है यह प्रिज्म टेबल है ठीक है और प्रिज्म टेबल की ऊँचाई हम इसे कस कर या ढीला करके एडजस्ट कर सकते हैं इसको अब यह प्रिज़्म टेबल इस वर्नियर बेस के साथ जुड़ी हुई है वर्निअर इस प्रिज्म टेबल के साथ संलग्न है ऐसा ही है अर्थात यदि मैं प्रिज्म टेबल को घुमाता हूं तो वर्नियर घूम जाएगा रीडिंग बदल जायेगी जिसे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और फिर यह टेलीस्कोप टेलीस्कोप मेन स्केल मेन सर्कुलर स्केल के साथ जुड़ा हुआ है यदि टेलीस्कोप घूमता है इसका मतलब है कि रीडिंग बदल जायेगी यदि प्रिज्म टेबल घूमता है वर्नियर घूमता है तो रीडिंग बदल जाएगी प्रयोग के लिए कभी कभी मुझे वर्नियर को घुमाए बिना प्रिज़्म टेबल को घुमाने के लिए प्रिज़्म को बदलने के लिए प्रावधान की आवश्यकता होती है उस स्थिति में वास्तव में यहाँ एक प्रावधान है यह इसे हमें फिक्स्ड रखना होता है इसे क्लैंप करिये और फिर हम इसे घुमा सकते हैं इस स्थिति में आप देखते हैं कि वर्नियर संलग्न नहीं है जब मैं इस घुमा रहा हूं एक वर्नियर को तो यह टेबल भी घूम रहा है अब अगर मैं सिर्फ वर्नियर को बदले बिना इसका मतलब यह है कि बिना रीडिंग बदले मेरे पास प्रिज्म टेबल को बदलने का प्रावधान किया है इसका मतलब है मैं आपतित किरण आदि के कोण को बदल सकता हूं मापन के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है रीडिंग बदले बिना मैं प्रिज्म पर आपतित किरण के कोण को बदल सकता हूं यदि मैं इसे बदल देता हूं तो रीडिंग बदल जाएगी क्योंकि वर्नियर का उपयोग हो रहा है अगर मैं टेलीस्कोप की स्थिति को बदल देता हूं तो हम रीडिंग बदल सकते हैं तो हम प्रिज्म टेबल या टेलीस्कोप अथवा दोनों के रोटेशन के कारण रीडिंग बदल सकते हैं यहाँ प्रिज्म टेबल मतलब मेरा मतलब यह है कि लेकिन तथ्यों पर ध्यान दें पैमाने में यदि मैं इसे खोलता हूँ इस सर्कुलर स्केल को तो इस सर्कुलर स्केल में 0 से 360 डिग्री कोण हैं 0 और 360 डिग्री एक ही स्थान पर हैं पैमाने पर वे एक ही स्थान पर हैं इसके अलावा यहाँ दो वर्नियर हैं वर्नियर 1 और वर्नियर 2 दूसरी तरफ है ठीक है ये दो वर्नियर हैं ये दो वर्नियर हैं दोनों वर्नियर की रीडिंग में अंतर हैं वर्नियर 1 और ये वर्नियर 2 हमेशा 180 डिग्री पर होतें है उनके बीच कोण 180 डिग्री होता है तीसरा कोण की गणना है यह वर्नियर 1 की दो स्थानों पर रीडिंग में अंतर है वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग में नहीं कोण की गणना कितनी है इसे कितना घुमाया गया है यदि मैं वास्तव में पता लगाना चाहता हूं तो इस स्थिति के लिए हमें वर्नियर 1 की रीडिंग क्या लेनी होगा वर्नियर 2 की रीडिंग क्या है अब मैं इसे घुमाता हूं अब वर्नियर 1 की रीडिंग क्या है वर्नियर 2 की रीडिंग क्या है तो अब रोटेशन का यह कोण अगर मैं यह जानना चाहता हूं तो यह वर्नियर 1 के दो रीडिंग का अंतर है ठीक है तो वही अंतर आपको वर्नियर 2 की दो रीडिंग के अंतर से मिलना चाहिए इन दो का हम हमेशा अलग अलग उपयोग करते हैं ठीक है हम कभी मिक्स्ड नहीं करते हैं हम वर्नियर 1 और वर्नियर 2 की रीडिंग को कभी भी घटाते या जोड़ते नहीं हैं जो कुछ भी घटाव या जोड़ होता है जो कुछ भी वर्नियर 1 के लिए और अलग से वर्नियर 2 के लिए और जब हम विशेष रूप इस स्थिति के लिए इस रीडिंग को लेंगे मान लीजिए कि यह रीडिंग 40 है और अन्य एक अन्य एक यह कितनी होगी देखिये यदि कोई छात्र बताता है कि यह 110 210 है यह गलत है यदि आप याद करेंगे तो वे 180 पर हैं उनका अंतर 180 है यदि यह 40 है तो यह 40180220 होगी यह पूर्णतया 220 नहीं होगी लेकिन यह 220 के करीब होगी जब आप रीडिंग ले रहे हों तो आपको हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए रीडिंग लेने में मापन की गलती नहीं होनी चाहिए इसके अलावा मैं इस अस्पष्टता पर चर्चा करना चाहता हूँ रीडिंग लेने के दौरान या रीडिंग की गणना के दौरान हम आमतौर पर ये गलती भी करते हैं यह मुख्य पैमाना वृत्ताकार पैमाना है 0 और 360 डिग्री समान बिंदु पर है यदि यह 0 या 360 है तो यह 180 है यह 90 है और यह 270 और 1 2 3 4 आदि इनके के बीच है यहाँ इसलिए ये मार्किंग 0 10 20 30 40 की तरह है अब यह वर्नियर पोजीशन है अगर यह वर्नियर पोजीशन 1 है वर्नियर रीडिंग 40 है कुछ ऐसा है कि वर्नियर की एक रीडिंग मान लेते हैं कि वर्नियर 1 40 दिखाता है और वर्नियर 2 अगर मैं देख रहा हूं तो यह रीडिंग 220 है यह वह प्रारंभिक स्थिति है इस रीडिंग को मैंने लिख लिया है मुझे इसे क्लॉकवाइज घुमाने की आवश्यकता हो सकती है या मुझे अपने प्रयोग के आधार पर इसे एंटीक्लॉकवाइज घुमाने की आवश्यकता हो सकती है मेरी आवश्यकता के आधार पर यदि मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाकर 50 डिग्री कहता हूं तो टेलीस्कोप को लगभग 50 डिग्री घुमाया जाता है यदि मैं इसे घूमता हूं तो यह क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज़ का अर्थ इस तरफ ठीक है यदि मैं कहता हूं कि मैंने इसे 50 डिग्री घुमाया है वर्नियर की रीडिंग क्या होगी यदि आप वर्नियर की रीडिंग को देखते हैं मैंने क्या घुमाया है मैंने वर्नियर को घुमाया है वह नियत है यह भाग नियत है इसे स्थिर रखते हुए मैं प्रिज्म टेबल को नहीं घुमा रहा हूं यह हिस्सा यह इसी स्थिति में रहता है वास्तव में मैंने टेलीस्कोप को घुमाया है अर्थात मैंने मुख्य पैमाने मुख्य वृतीय पैमाने को 50 डिग्री से घुमाया है इसका मतलब है हमारे पास 40 है और फिर 50 से अधिक घुमाया गया है यह 90 वर्नियर 1 की इस स्थिति में आएगा 90 इस वर्नियर स्थिति में आएगा और 270 जो वर्नियर 2 की रीडिंग में आएगा रीडिंग होगी अगर आप रीडिंग देखेंगे हम इस रीडिंग को देखेंगे यह 90 डिग्री दिखेगा और यह रीडिंग 270 डिग्री है ठीक है क्योंकि फिर जैसा कि मैंने बताया कि हमें वर्नियर 1 के इन दो पठन रीडिंग का अंतर लेना है वर्नियर की रीडिंग 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 50 डिग्री के बराबर है और हम वर्नियर 2 के दो रीडिंग के अंतर को ले सकते हैं वर्नियर 2 270 डिग्री माइनस 220 डिग्री बराबर 50 डिग्री है इस रोटेशन को मैंने 50 डिग्री दिया है जैसा कि मैंने अभी बताया गणना से हम दोनों से 50 डिग्री प्राप्त करेंगे और फिर लेते हैं संदर्भ समय 1857 सटीक 50 डिग्री नहीं हम कहते है यह 49 डिग्री 59 मिनट 45 सेकंड हैं वर्नियर नियतांक का उपयोग करके इसका पता लगा सकते हैं फिर रीडिंग या रोटेशन के कोण जो कुछ भी वर्नियर 1 से मिलेगा हम वह वर्नियर 2 पर प्राप्त करेंगे फिर हम इन दो रीडिंग का औसत लेंगे हम वापस आते हैं इस मूल स्थिति में जब पुनः यही स्थिति है वर्नियर की रीडिंग 40 डिग्री है और दूसरी 220 डिग्री है अब आप इसे 50 डिग्री से फिर से एंटीक्लॉकवाइज घुमाते हैं आप इसे फिर से 50 डिग्री तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं एंटीक्लॉकवाइज मैं इसे लगभग 50 डिग्री फिर से एंटीक्लॉकवाइज घुमाऊंगा फिर से यह वर्नियर फिक्स्ड है इस दौरान हमने इस टेबल को स्पर्श नहीं किया है यह बदलेगा या तो आप टेलीस्कोप की स्थिति को बदल देंगेया आप वर्नियर को बदल देंगे इस प्रिज्म टेबल की स्थिति इस प्रिज्म टेबल की स्थिति को हमने फिक्स्ड कर दिया है अर्थात वर्नियर फिक्स्ड कर दिया है जब एंटीक्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो मुख्य पैमाना 50 डिग्री से घूम जाता है क्या घटित होगा यह हिस्सा इस वर्नियर पोजीशन पर आएगा यह श्रृंखला यह क्या है 1 2 3 इस तक ये 350 और फिर 360 हैं यहाँ यह भाग वर्नियर के नीचे आ गया है रीडिंग कहिये कि यह 350 डिग्री है ठीक है यह 350 डिग्री दिखाएगा और दूसरी तरफ यह होगा यह वहाँ जाएगा एंटीक्लॉकवाइज 170 घुमाया गया है वर्नियर 2 यह 170 रीडिंग दे रहा है और यह रीडिंग 350 डिग्री है अब वर्नियर 1 के इन दो पठन में अंतर अंतर क्या है 350 डिग्री माइनस 40 यह 310 डिग्री है और इन दोनों की रीडिंग का अंतर 220 माइनस 170 या जो भी 170 और 220 के बीच अंतर यह है 50 डिग्री है मैंने उल्लेख किया था कि मैंने इसे लगभग 50 घुमाया यह वर्नियर 2 यह मुझे यह रोटेशन दे रहा है यह रीडिंग का परिणाम मुझे 50 डिग्री मिल रहा है लेकिन वर्नियर 1 मुझे बता रहा है कि यह रोटेशन का कोई कोण नहीं है यह जो भी रोटेशन है 310 डिग्री है लेकिन यह असंभव है इन दोनों को समान लगभग समान होना चाहिए यहाँ सेकण्ड्स या मिनटों में अंतर हो सकता है अस्पष्टता क्या है यहाँ देखो जब मैं घुमा रहा हूँ तो यह एंटिक्लॉकवाइज़ है इसका मतलब है कि 0 जब 0 यहाँ आ रहा है इसका मतलब है यह पहले से ही 40 डिग्री से घुमाया गया है और फिर इसे 10 डिग्री और अधिक घुमाया जाता है फिर यह रीडिंग आ रही है 350 यह 40 डिग्री और यह रोटेशन 10 डिग्री अतिरिक्त है हम इस 10 डिग्री का कैसे पता लगा सकते हैं 360 डिग्री माइनस 350 ऐसे मामले में हमें 40 प्लस इसे जोड़ेंगे यह रीडिंग 0 नहीं है यह 360 डिग्री माइनस 350 डिग्री यानी 10 40 प्लस 10 बराबर है 50 के इस वर्नियर 1 की गणना हमें इस प्रकार करनी होगी 40 डिग्री प्लस 360 माइनस 350 डिग्री की तरह 50 डिग्री के बराबर यह अस्पष्टता है जिसके लिए आपको गणना के दौरान बहुत सावधान रहना होगा ठीक है अब हम प्रयोग करते हैं डेटा रिकॉर्ड करते हैं हमें प्रयोगात्मक डेटा रिकॉर्ड करना होगा पहला काम है स्पेक्ट्रोमीटर अल्पतमांक का पता लगाना ठीक है इसका मतलब है वर्नियर स्थिरांक दोनों वर्नियर के वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के ठीक है हमें क्या देखना है यहाँ कितने विभाजन हैं यहाँ से मुझे यह देखना होगा कि यहाँ कितने भाग हैं मैं देख सकता हूं कि यहाँ 0 10 20 30 40 50 60 डिवीजनस भाग हैं हमें वर्नियर 1 को लिखना है वर्नियर स्केल डिविजन की संख्या 60 के बराबर है सबसे छोटे डिविज़न वर्नियर 2 में भी 60 ही है दोनों के वर्नियर स्थिरांक समान ही हैं अब हमें मुख्य पैमाने का पता लगाना होगा मुख्य पैमाने में सबसे छोटा डिविजन क्या है हमें यह देखना होगा हमें अपने स्पेक्ट्रोमीटर के लिए इसका पता लगाना है हमारे स्पेक्ट्रोमीटर में 1 डिग्री 1 डिग्री के बीच 3 3 डिविजन हैं एक डिविज़न 13 डिग्री है मुख्य पैमाने में का सबसे छोटा डिविजन है जो एक तिहाई डिग्री के बराबर है या हम जानते हैं 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो यह 20 मिनट का है वर्नियर स्थिरांक एक मुख्य स्केल डिवीजन को कुल वर्नियर स्केल डिवीजन द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है अगर हम गणना करें तो यह 20 सेकंड है दोनों वर्नियर के लिए वर्नियर स्थिरांक 20 सेकंड है जिसे हमें पहले पता लगाना है फिर प्रयोग सेट करें जैसा कि मैंने दिखाया कि प्रयोग कैसे सेट करना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यह प्रयोग की ज्यामिति है यह आधार है यही वह शीर्ष है जो कॉलीमटोर की ओर होगा यह मेरा प्रिज्म है यह शीर्ष है ठीक है यह प्रिज्म कोण है यहाँ हमने सोडियम स्रोत लिया है यह एक एकल तरंगदैर्ध्य है सोडियम 'D' लाइन है ठीक है पीला रंग देखें इसकी तरंगदैर्ध्य 5893 अधिकतम संभावित शायद एंगस्ट्रॉम 5893 Å है यह स्पेक्ट्रोमीटर लेवेलेड है और इसे समानांतर किरणों के लिए फोकस भी किया गया है यह कैसे करना है मैंने व्याख्या की है आपको स्पिरिट लेवल का उपयोग कर ऐसा करना है यहां रखना है इसे एडजस्ट करना है आदि मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा अब मेरे पास यह है आधार एकदम विपरीत मैं इस तरह से रखूँगा आमतौर पर हम इस तरह से रख सकते हैं यहाँ शुरू में इन दो वर्नियर पैमाने पर हमें इस स्थिति में रखना चाहिए ताकि आप दोनों साइड्स में आसानी से रीडिंग ले सके तो अब यह लगभग मैं एपेक्स शीर्ष रखूँगा जो कि कॉलीमटोर की ओर है और यह आधार दूसरी तरफ है तो हमें क्या करना चाहिए हमें बस यह देखना चाहिए कि इस पृष्ठ से परावर्तन होगा और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होगा ठीक है उनके साथ मैं हम लगभग देख सकते हैं ठीक है मैं यहां देख सकता हूं परावर्तन तब मुझे क्या करना होगा अब मैं प्रिज्म टेबल क्लैंप करूँगा ठीक है यह वर्नियर नहीं बदलेगा स्थिति नहीं बदलेगी जो कुछ भी रीडिंग में परिवर्तन होगा वह टेलीस्कोप के कारण आएगा टेलीस्कोप को मैं इस स्थिति में ले जाऊंगा हाँ लगभग मैंने परावर्तित किरणों की स्थिति पर ले लिया है तो अब मैं बस इस हिस्से को कस दूँगा मुझे इसे कस लेना चाहिए लेकिन यहां यह अवरोध है फिर भी इस स्क्रू का उपयोग करने से आप क्रॉस वायर की स्थिति बदल सकते है और इसे इस लाइन स्पेक्ट्रा लाइन के अनुरूप बना सकते हैं ठीक है आपको ऐसा करना चाहिए और कहते हैं कि इस स्थिति में क्रॉस वायर सीध में किया हुआ है या यहां यह क्रॉस स्थिति है मैं लाइन पर इस तरह से रख रहा हूं यह लाइन है और यह क्रॉस वायर है ठीक है इस तरह से मैंने रखा है अब मुझे वर्नियर 1 की रीडिंग लेनी है और फिर वर्नियर 2 की रीडिंग लेनी चाहिए फिर आपको डेटा रिकॉर्ड करने के लिए टेबल डेटा टेबल चाहिए यह तालिका है तालिका से हमें क्या मापना है हम समझ सकते हैं यहाँ यह कॉलम वर्नियर संख्या है मेरे पास दो वर्नियर हैं वर्नियर 1 और वर्नियर 2 प्रेक्षण संख्या से मतलब है वर्नियर 1 में हम 3 बार मापेंगे और उसी समय वर्नियर 2 के लिए साथ साथ हम टेलीस्कोप की पहली स्थिति पर यह रीडिंग प्राप्त करेंगे टेलीस्कोप की दूसरी स्थिति में रीडिंग लेंगे मतलब अगर मैं इस स्थिति को टेलीस्कोप के लिए पहली स्थिति लेता हूं तो इस स्थिति के लिए मैं वर्नियर 1 की रीडिंग लिखूंगा मेन स्केल रीडिंग क्या है और फिर यह बस आसानी से उसी तरह से जिस तरह से हमने रीडिंग ली संदर्भ समय 3126 उसी तरह से मेन स्केल रीडिंग फिर वर्नियर स्केल रीडिंग ठीक है यहाँ इस वर्नियर स्थिरांक को आप जानते हैं यह 20 सेकंड हैं इसे सम्मिलित करते हुए कोई भी वर्नियर रीडिंग लिख सकता हैं तब कुल रीडिंग है यह 'MV' ठीक है फिर आप इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं फिर से वापस यहाँ आएं फिर दूसरी रीडिंग लें वर्नियर 1 के लिए यहां हमने रीडिंग ली है और फिर वर्नियर 2 के लिए हमने रीडिंग ली है बस आप इसे डिस्टर्ब करते हैं और फिर से आते हैं और रीडिंग का दूसरा सेट लेते हैं फिर तीसरे सेट की रीडिंग रीडिंग में त्रुटि न्यूनतम करने के लिए प्रयोग की त्रुटि आमतौर पर हम एक डेटा नहीं लेते हैं या एक से अधिक डेटा लेते हैं यहाँ हम टेलीस्कोप की पहली स्थिति के लिए रीडिंग लेंगे मुझे देखनी होगी हाँ मैं देख सकता हूँ और फिर टेलीस्कोप को इस स्थिति में ले आएं मैंने प्राप्त कर ली है वास्तव में मुझे इसे कसना है हां मैं इसे कस सकता हूं और फिर मैं इसे मूव करने एक सीध में रखने के लिए इस फाइन स्क्रू का उपयोग कर सकता हूं ठीक है अब दूसरी स्थिति के लिए ठीक उसी तरह रीडिंग लें ठीक है जैसे टेलीस्कोप की दूसरी स्थिति के लिए लेते हैं आप वर्नियर 1 ऑब्जरवेशन नंबर संख्या 1 से रीडिंग लेते हैं फिर वर्नियर 2 ऑब्जरवेशन नंबर 1 के लिए रीडिंग लें और फिर आप इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं फिर से वापस यहाँ आएं या बस आप ठीक से संरेखित करने का प्रयास करें अधिक एक्यूरेट होने का प्रयास करें और फिर से रीडिंग लें इस तरह 3 बार हम दोनों वर्नियर से रीडिंग लेते हैं अब यहाँ अगर यह '𝚹1' है और यह '𝚹2' है सेटिंग से हम ऑब्जरवेशन नंबर 1 के लिए प्राप्त करेंगे हम '𝚹1' माइनस '𝚹2' प्राप्त करेंगे ऑब्जरवेशन नंबर 2 3 के लिए आपको 3 डेटा मिलेंगे हाँ यहाँ भी हमें 3 डेटा मिलेंगे ठीक है वे लगभग समान होने चाहिए उनमें अंतर हो सकता है या रीडिंग लेने में ग़लतियाँ हो सकती हैं तो अब हमारे पास 6 डेटा है ठीक है अब इस 6 डेटा का औसत निकालें वह औसत '2A' होगा यहाँ आप जो भी रीडिंग ले रहे हैं जिसका मैंने उल्लेख किया वह '2A' है हमें '2A' प्राप्त होगा अब हम प्रिज्म के कोण '2A' की औसत गणना कर सकते हैं जो भी हमें प्राप्त होगा उसे 2 से विभाजित करते हैं वह 'A' के बराबर है ठीक है यह प्रयोग बहुत ही सरल है और अच्छा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमें स्पेक्ट्रोमीटर के लेवलिंग के साथ और शूस्टर की विधि या दूसरे तरीकों के साथ अभ्यस्त होना होगा अन्य विधि जिसका मैं उल्लेख करता हूं कि यदि आप टेलीस्कोप को दूर की वस्तु पर फोकस करते हैं इस तरह भी हम समानांतर किरणें प्राप्त कर सकते हैं हम समानांतर किरणों के लिए परिस्थिति प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद आपको सिद्धांत को समझना होगा प्रयोग की ज्यामिति जो भी हम करने जा रहे हैं और उस ज्यामिति के अनुसार हम प्रयोग करते हैं ठीक से रीडिंग लें और गणना करें यहाँ मैंने प्रिज्म के कोण को कैसे नापा जाता है का प्रदर्शन किया है मैं यहीं रुकता हूँ आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद